लेक्चर 03 इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग III सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है इस कोर्स में इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉनिक सेक्शन ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन सेक्शन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और कंप्यूटर ग्राफिक्स का अवलोकन और कुछ डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स शामिल हैं पिछले दो व्याख्यानों में हमने किसी भी ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और लेटरिंग सिस्टम को आच्छादित किया वहां हमने सीखा है कि एक इंजीनियरिंग या एक टेक्निकल ड्राइंग एक भाग असेंबली सिस्टम या स्ट्रक्चर का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है और इसे मुक्त हस्त या यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करके या कंप्यूटर का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है एक बार इंजीनियरिंग या टेक्निकल ड्राइंग हो जाने के बाद इसे उत्पादन के लिए भेजा जाएगा और उस ड्राइंग को वर्किंग ड्राइंग कहा जाएगा वर्किंग ड्राइंग में उत्पाद के निर्माण के चरण के दौरान उपयोग की जाने वाली टेक्निकल ड्राइंग हैं वे उत्पाद को बनाने और असेंबल करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी रखते हैं हमारे पाठ्यक्रम में हम मुख्य रूप से इंजीनियरिंग या टेक्निकल ड्राइंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं सारांश के रूप में अंतिम कक्षा में हमने A0 A1 A2 से A4 और उनके मानक आकारों में प्रयुक्त विभिन्न ड्राइंग शीट्स को देखने की कोशिश की है हमने बेहतर ड्राइंग प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेबल्स के प्रकारों को भी आच्छादित किया है और मुख्य सामान जैसे मिनी ड्राफ्टर कम्पास और डिवाइडर विभिन्न रंगों के पेंसिल और उनके ग्रेड अन्य सामान जैसे सेट स्क्वायर और प्रोट्रैक्टर और अन्य आवश्यक घटक जैसे इरेज़र आदि और फिर हमने उपयोग किए जाने वाले लेटरिंग को आच्छादित किया एक अक्षर की ऊंचाई एक अक्षर की मोटाई अगर यह लोअरकेस या अपरकेस है तो हमें किस प्रकार के आयामों का पालन करना चाहिए यह देखने की कोशिश करते हैं आज के व्याख्यान में हम ड्राइंग शीट के लिए उपयोग किए जाने वाले लेआउट को आच्छादित करेंगे और ड्राइंग शीट में उपयोग किए जाने या उल्लिखित करने के लिए डाइमेंशनिंग और टोलरेंसस का उपयोग करेंगे और हम मुख्य रूप से समझेंगे कि एक लाइन कर्व और अन्य चीजों को कैसे डायमेंशन दिया जाए और इन टोलरेंसस के मुद्दों को कैसे संबोधित किया जाए इस ड्राइंग शीट में स्टैंडर्ड लेआउट का उपयोग किया जाना है और विभिन्न संगठन इन स्टैंडर्ड लेआउट को निर्दिष्ट करते हैं इसमें एक स्टैंडर्ड यूनीफामिटी एफिशिएंसी और विशिष्ट क्वालिटी प्राप्त करने के लिए पार्ट्स के लिए सामग्री या प्रोसेसेस के लिए विनिर्देशों का एक सेट है तो ये प्रोटोकॉल हैं जिनका पालन करना है मानक संगठनों के उदाहरण आईएसओ एआईएसआई एसएई एएसटीएम एएसएमई एएनएसआई और बीआईएस हैं आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है एसएई सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स है एएसएमई अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन है और बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है इनमें से प्रत्येक संगठन एक अलग तरह के स्टैंडर्ड का पालन करता है फिर भी इन दिनों लोग इन स्टैंडर्ड के सार्वभौमिकरण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य रूप से हमारी ड्राइंग शीट के लिए हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ जाते हैं आइए हम एक ड्राइंग शीट लेआउट के एक टेम्पलेट को देखें यहां जिस चीज के हम ट्रिम किए गए किनारे दिखा रहे हैं वह कागज है जहां तक उसमे कट किया गया है A0 शीट या A4 शीट इस लंबाई और चौड़ाई तक उपलब्ध है और उन किनारों को ट्रिमड एजिज कहा जाता है ड्रॉइंग शीट लेआउट में हम आमतौर पर टाइटल ब्लॉक या कहे कि कई तरह की ड्राइंग को इस स्पेस के भीतर कुछ बॉर्डर इंफॉर्मेशन कुछ तरह की लेटरिंग जैसे A B C D और कुछ नंबरिंग जैसे 1 2 3 4 देखते हैं किसी को यह जानने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा कि इस टाइटल ब्लॉक और एजिज के बीच कितनी जगह छोड़नी है और बॉर्डर लाइन की चौड़ाई और उस ड्राइंग की लंबाई क्या होनी चाहिए इस कक्षा में हम ड्राइंग शीट लेआउट को विस्तार से देखेंगे ड्राइंग शीट लेआउट के लिए पहला बॉर्डर्स Borders" है आमतौर पर चारों ओर से ट्रिमड एजिज के बीच 10 मिमी या उससे अधिक जगह छोड़ी जाती है तो शीट उस स्तर तक उपलब्ध है और हम उस एक को ट्रिम शीट के रूप में बुला रहे हैं और वहां से हम आम तौर पर 10 मिमी या अधिक के रूप में न्यूनतम रिक्ति के साथ एक आयताकार ब्लॉक का निर्माण करते हैं 10 मिमी से अधिक कुछ भी हमेशा अनुशंसित है इसलिए अगला भाग मार्जिन भरना है यदि हम दाईं ओर से बाईं ओर की ओर देखते हैं तो इन बॉर्डर लाइंस की चौड़ाई बाईं ओर की तरफ थोड़ी चौड़ी है वह रिक्ति अतिरिक्त रिक्ति जो भी हम न्यूनतम 20 मिमी स्पेस का उपयोग करने जा रहे हैं जो कि बॉर्डर के साथ बाईं ओर है उसे छोड़ना पड़ता है यह परफोर्रेशन लेने के लिए प्रदान किया जाता है अगर कोई इन ड्राइंग शीट्स को स्टेपल या शायद छेद करना चाहेगा रिकॉर्ड रखने के लिए तो इस अतिरिक्त स्थान का उपयोग किया जाएगा ड्राइंग शीट लेआउट के लिए अन्य को रेफरेंस ग्रिड सिस्टम कहा जाता है यह फ्रेम के भीतर ड्राइंग के आसान स्थान के लिए इंडस्ट्रियल ड्राइंग शीट के सभी आकारों पर प्रदान किया गया है फ़्रेम की लंबाई और चौड़ाई को भाग की एक समान संख्या में विभाजित किया जाता है और अंकों या बड़े अक्षरों का उपयोग करके लेबल किया जाता है यदि हम इसे ड्राइंग शीट पर देख रहे हैं तो हम एक रेफरेंस ग्रिड सिस्टम देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में हम ऊपरी बाएँ कोने से शुरू होने वाले को बड़े अक्षर A B C D को देते हैं और यहाँ हम A B C और D देखते हैं इसी तरह क्षैतिज दिशा में हम संख्या 1 2 3 और 4 देखते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ इसका एक चित्र है यहाँ या तो भाग या अन्य चीजों का एक और चित्र हो सकता है इस संदेश को बेहतर ढंग से संप्रेषित करने के लिए हम आमतौर पर इस रेफरेंस ग्रिड सिस्टम के साथ जाते हैं यह भाग उस रेफरेंस ग्रिड सिस्टम जैसे 3 4 और C और B की जानकारी में होगा तो यह A B C D और 1 2 3 4 ड्राइंग शीट के विभिन्न क्षेत्रों के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है उदाहरण के लिए यहां W A B जोन में 1 2 शीर्ष क्षेत्र में शीर्ष दाईं शीर्ष बाएँ शीर्ष दाईं निचला बाएं और नीचे दाएँ क्षैतिज किनारों के साथ ग्रिड को अंकों में लेबल किया जाता है जबकि ऊर्ध्वाधर किनारों के साथ ग्रिड को बड़े अक्षरों या बड़े अक्षरों का उपयोग करके लेबल किया जाता है प्रत्येक ग्रिड की लंबाई 25 मिमी और 75 मिमी के बीच हो सकती है यह ड्राइंग शीट पर निर्भर करता है कि हम इन लोअर लिमिटस् या अप्पर लिमिटस् का उपयोग करते हैं इस ड्राइंग शीट लेआउट का अन्य आवश्यक घटक रिवीजन टेबल है यहां हम उस रिवीजन शीट को पा सकते हैं एक रिवीजन टेबल आमतौर पर ड्राइंग फ्रेम के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होती है ड्राइंग में सभी संशोधनों को वहां प्रलेखित किया जाना चाहिए आमतौर पर इन इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के लिए एक बार घटक पूरा हो जाता है और यदि कोई संशोधन आवश्यक है तो एक और ड्राइंग शीट संशोधन के साथ प्रदान की जाएगी ड्राइंग शीट के लिए आमतौर पर जानकारी की तकनीकी सामग्री एक तालिका के रूप में प्रदान की जाएगी जिसे हम रिवीजन टेबल कहते हैं प्रोडक्शन ड्राइंग के लिए उदाहरण के लिए ड्राइंग में शामिल घटक जैसे एक भाग पीतल के साथ बनाया जाता है दूसरा भाग कांस्य के साथ बनाया जाता है दूसरा भाग लोहे से बनाया जाता है तो इन विभिन्न सामग्रियों का उल्लेख करना होगा तो उनके उद्देश्य के लिए सामग्री या भागों की सूची जिसे बिल आफ मैटेरियलस् कहा जाता है वह भी शामिल है यदि ड्राइंग में कई भाग होते हैं या यदि यह असेंबली ड्राइंग है तो सारणीबद्ध भाग सूची ड्राइंग में जोड़ दी जाती है बिल आफ मैटेरियलस् आमतौर पर टाइटल ब्लॉक के ठीक ऊपर ड्राइंग फ्रेम के नीचे दाईं ओर रखा जाता है आमतौर पर हमारे पास टाइटल ब्लॉक यहां होता है और उसके ऊपर हमारे पास यह होता है आइए हम एक ड्राइंग शीट का एक उदाहरण देखें तो रेफरेंस ग्रिड सिस्टम को लेटरिंग के साथ ड्राइंग शीट जिसमें हम इसे देख सकते हैं ये रेफरेंस ग्रिड सिस्टम हैं हम टाइटल ब्लॉक और बुनियादी घटकों को देख सकते हैं जिन्हें हम आइसोमेट्रिक व्यूज थ्री डाइमेंशनल ऑब्जेक्ट और उनके प्रोजेक्शंस को देख सकते हैं अगर कोई आंतरिक विवरण वगैरह दिखाया जाएगा तो वह भी दिखाया जाएगा हम देख सकते हैं कि टाइटल ब्लॉक के लिए बड़े अक्षरों का उपयोग किया गया है और यहां हम किसी प्रकार की नंबरिंग प्रणाली देख सकते हैं लाइनें हैं और कुछ संख्याओं को ये डाइमेंशंस कहते हैं और हम इसे बाद में देखेंगे अब ड्राइंग शीट के डाइमेंशंस पर वापस आ रहे हैं जहां हमने चित्रों को दिखाया है उदाहरण के लिए व्यास के साथ एक सर्कल जैसा कुछ और इसलिए इस तरह से इस तरह की चीजों को कैसे नाम दिया जाए जिन पर हम इस अनुभाग में गौर करने जा रहे हैं इसमें हम यह देखते हैं कि कौन कौन से डाइमेंशंस शामिल हैं डाइमेंशनिंग के मूलभूत नियम अच्छे डाइमेंशनिंग के दिशानिर्देश क्या हैं आइए हम पहले भाग को देखें कि डाइमेंशंस क्या हैं हम डाइमेंशंस का उपयोग डिजाइन या मॉडल रूप के आकार और स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं डायमेंशन एक संख्यात्मक मान है जिसे माप की उपयुक्त इकाइयों में व्यक्त किया गया है और इसका उपयोग किसी भाग के आकार स्थान अभिविन्यास प्रपत्र या अन्य ज्यामितीय विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए मैं इस आयत का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं फिर स्वाभाविक रूप से मुझे यह उल्लेख करना होगा कि ऊंचाई क्या हो सकती है और इसकी चौड़ाई और लंबाई क्या हो सकती है शायद यह जमीनी स्तर से 5 मीटर ऊपर हो सकता है तो इस तरह के डाइमेंशनिंग जो हम इस व्याख्यान में सीखने जा रहे हैं उत्पादन सुविधा में मशीनिस्टस् को संचार की एक विधि के लिए उचित डाइमेंशनिंग की आवश्यकता होती है इन ड्राइंग शीटों की यह डाइमेंशनिंग है कि तकनीकी जानकारी विभिन्न प्रकार की होती है वे लीनियर डाइमेंशंस हो सकते हैं वह एंगुलर हो सकता है और एक निश्चित रेफरेंस स्केल के संबंध में शायद एक सिलेंडर का एक रेडियस या डायमीटर या एक कर्व के भाग का प्रतिनिधित्व करता है

आइए हम डाइमेंशंस की मूल शब्दावली को देखें यहाँ हम एक विशेष आकार की एक वस्तु दिखा रहे हैं वहाँ हम कुछ रेखाओं और तीरों और कुछ दशमलवों के साथ कुछ अंकों को दिखा रहे हैं इसी तरह यहां भी हम कुछ अंकों को तीरों के साथ दिखा रहे हैं जिन्हें डायमेंशन कहा जाता है यकीनन यह बड़े पैमाने की जानकारी हैं इसलिए हम इसे बेसिक डायमेंशन वैल्यू कहते हैं डायमेंशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें एक डायमेंशन लाइन की आवश्यकता होती है तो वहां एक लाइन है जब डायमेंशन समाप्त हो रहा है तो हम इसे एक तीर के द्वारा दिखाते हैं तो एक तीर के साथ एक रेखा को एक टर्मिनेशन सिंबल कहा जाता है कोई भी लम्बाई का पैमाना जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे हमें तीरों के साथ वाली रेखाओं से ऊंचाई को खत्म करते हुए दिखाना होगा जब हम कभी कभी डाइमेंशंस दिखा रहे होते हैं तो हम ड्रा लाइंस लिखते हैं उदाहरण के लिए यहां यह एक और यह ये ड्राइंग का हिस्सा नहीं हैं लेकिन इन डायमेंशन लाइंस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम आमतौर पर जिसे एक्सटेंशन लाइन कहते हैं खींचते हैं जब भी कर्वस् शामिल होते हैं तो उस डायमेंशन का रेडियस दिखाना एक आम बात है उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है तो यह 125 के रेडियस का होना चाहिए और रेडियस प्रतीक के लिए हम R अक्षर का उपयोग करते हैं यहां हम लीडर लाइन दिखा रहे हैं यह रेडियल लाइन भी है तो हम देख सकते हैं कि एक एरोहेड उस दिशा में जा रहा है फाई डायमीटर प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है और 10 डाइमेंशन का मान है इसलिए जब भी डायमीटर प्रतीक का उपयोग करना होता है तो हम आमतौर पर phi ग्रीक अक्षर के साथ जाते हैं और जब भी यह रेडियस होता है तो हम बड़े 'R के साथ जाते हैं जब भी हमारे पास सिलैंडरिकल वस्तुएं होती हैं तो एक और रेखा होती है जिसे हम सेंटरलाइन कहते हैं और हम उसे धुरी के आसपास दिखाना चाहेंगे हम इन सेंटरलाइन के साथ चलते हैं जब भी हम रेफरेंस डाइमेंशन का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो हम उस पेरेंथीसिस का उपयोग करते हैं और 250 यह इंगित करता है कि यह लंबाई 25 होनी चाहिए यह ड्राइंग में 25 नहीं भी हो सकती है लेकिन जब भी लोग इन इन डाइमेंशंस को सरल करना चाहते हैं तो प्रतिनिधित्व करने के लिए वे यह पेरेंथीसिस 25 अक्षर और एरोहेड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं उस तरह के डाइमेंशंस को रेफरेंस डाइमेंशन कहा जाता है ये केवल ड्राइंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिए गए अतिरिक्त डाइमेंशंस हैं यह डायमेंशन ड्राइंग में पहले से ही जटिल विवरण के रूप में दिया गया है आइए हम एक और ड्राइंग देखें यहाँ हम इस आकृति को देख रहे हैं हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि बेसिक डाइमेंशन के रूप में 120 के साथ एक्सटेंशन लाइंस हैं यहाँ हम यह भी देख सकते हैं कि सेंटर लाइंस हैं जब भी हमारे पास सिलैंडरिकल वस्तुएं होती हैं उदाहरण के लिए यह सिलेंडर सिलैंडरिकल भाग हैं और एक धुरी की तरह कुछ का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम उन सेंटर लाइंस का उपयोग करते हैं जब भी सामग्री को दिखाने के लिए बाहर निकाला जाता है या जब भी सामग्री शुरू होने वाली होती है हम इसे इन डेशड् लाइन द्वारा दिखाते हैं हमारे पाठ्यक्रम के दौरान अंदर के विवरण हैं हम इस बारे में जानेंगे कि ये डेशड् लाइन क्या हैं और डैश डॉट लाइनें भी हैं और ये कंटीन्यूअस लाइंस क्या हैं अब तक हम यहाँ डाइमेंशंस और रेडियस प्रतीकों डायमीटरस् और इन रेफरेंस डाइमेंशंस को देखेंगे

जब भी डाइमेंशंस को स्केल करने के लिए नहीं होते हैं आमतौर पर हम इसे उस तीर द्वारा दर्शाते हैं जो 075 को दर्शाता है जो भी उस डायमेंशन में शामिल है हम उस डायमेंशन को दिखाते हैं और जब भी हम पैमाने पर नहीं होते हैं तो हम एक रेखांकित छोड़ देते हैं तो इस मामले में इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 075 है